मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के वायरलेस कम्युनिकेशन के ऐस्टीमेशन के एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है और हम OFDM को देख रहे हैं जो ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और हमने कहा कि OFDM एक वायरलेस चैनल में इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस को बहुत कुशलता से दूर करता है ठीक है इसलिए हम मूल रूप से OFDM को देख रहे हैं जो कि आपका ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है और हम एक उदाहरण के रूप में विचार कर रहे हैं हम N बराबर 4 सबकैरियर्स के साथ एक सिस्टम पर विचार कर रहे हैं और हमने कहा कि X 0 X 1 X 2 X 3 ये N सबकैरियर्स पर लोड किए गए 4 सिंबल्स के बराबर है ये मूल रूप से आपका N लोड किए गए 4 सिंबल्स के बराबर हैं जो मूल रूप से लोड किए गए हैं जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं मूल रूप से जिसका अर्थ है कि हम सैंपल्स को उत्पन्न करने के लिए N 4 प्वाइंट IFFT इनवर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं इसलिए हम सबकैरियर्स पर कैपिटल X 0 कैपिटल X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 लोड कर रहे हैं जो कि हम सैंपल जेनरेट करने के लिए N पॉइंट या 4 पॉइंट IFFT ले रहे हैं और सैंपल्स मूल रूप से आपके X 0 X 1 X 2 X 3 हैं जहां आपके kth सैंपल हैं ये टाइम डोमेन में सैंपल्स हैं जो वास्तव में चैनल पर प्रसारित होते हैं और इसलिए मूल रूप से kth सैंपल x k 1 ओवर 4 योग l 0 से N - 1 X l e पावर j 2 pie k l बाय N है क्योंकि यह एक IFFT है e पावर j 2 pie k l बाय N है अब N को 4 के बराबर प्रतिस्थापित कर रहे हैं मेरे पास l 0 से 3 X l e पावर j 2 pie k l बाय 4 है जिसका अर्थ है कि आपका सैंपल x k 1 ओवर 4 योग l 0 से 3 बड़ा X l e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है तो यह kth सैंपल है जो IFFT द्वारा उत्पन्न किया गया है तो IFFT द्वारा उत्पन्न kth सैंपल सही है और अब हम केवल सैंपल्स को प्रेषित नहीं कर रहे हैं हम एक साइक्लिक प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं जो हम ब्लॉक के अंत से कुछ सैंपल्स ले रहे हैं और उन्हें ब्लॉक के शीर्ष पर प्रीफिक्स कर रहे हैं और इसे साइक्लिक प्रीफिक्स के रूप में जाना जाता है संक्षेप में इस उदाहरण में हमने एक सैंपल लिया है लेकिन कोई और अधिक सैंपल भी ले सकता है ठीक है या जो चैनल प्रतिक्रिया में लंबाई या टैप्स की संख्या पर निर्भर करता है ठीक है तो मूल रूप से हम जो कर रहे हैं हमारे पास X 0 X 1 X 2 X 3 है और जो मैं कर रही हूं वह मूल रूप से अब मैं X 3 और प्रीफिक्स लेती हूं और इसे आपका साइक्लिक प्रीफिक्स या CP कहा जाता है जो मूल रूप से CP हैं और अब जब आप साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ इस ब्लॉक को लेते हैं तो यह आपका सैंपल्स का ब्लॉक है तो OFDM ट्रांसमिशन ब्लॉक्स में होता है तो यह आपके साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ सैंपल्स का ब्लॉक है और आप इन्हें ISI चैनल पर प्रसारित करते हैं इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस के साथ चैनल के साथ इसे प्रसारित करें और चैनल क्या है हम 2 टैप इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल पर विचार कर रहे हैं जो y k है h 0 x k h 1 x k 1 V k यह 2 टैप है यह आपका मूल रूप से 2 टैप ISI चैनल के बराबर है यह आपका L 2 टैप ISI चैनल के बराबर है और अब जब आप साइक्लिक प्रीफिक्स के साथ सैंपल्स को प्रसारित करते हैं तो ISI चैनल के साथ सैंपल्स का साइक्लिक प्रीफिक्स ब्लॉक है जो आपको मिलता है वह यह है कि चैनल कार्रवाई एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन बन जाती है इसलिए आउटपुट मूल रूप से y चैनल का एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है जिसमें संचरित सैंपल्स के साथ नॉयस भी है और यही हमने कल भी देखा है वह यह भी है कि हमने पिछले मॉड्यूल में जो देखा है Y l H l गुना X l के बराबर है और जहां यह मूल रूप से टाइम डोमेन में सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है सर्कुलर कन्वॉल्यूशन के डोमेन में और यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह सैंपल्स के लिए टाइम डोमेन में सर्कुलर कन्वॉल्यूशन है ठीक है यह सर्कुलर कन्वॉल्यूशन और सैंपल के लिए टाइम डोमेन है इसलिए अभी भी इंटर सैंपल इंटरफेयरेंस है जो कि इंटर सैंपल इंटरफेयरेंस अभी भी है जिसे हटाया नहीं गया है हालाँकि अब एक बार FFT लेने के बाद आप इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदल सकते हैं अब आप पूरी प्रणाली लेते हैं आप फास्ट फूरियर ट्रांसफ़ॉर्म FFT लेते हैं या मूल रूप से जो कि आपके TFT के समान है और इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में परिवर्तित कर देता है और एक बार जब आप इसे फ़्रीक्वेंसी डोमेन में बदल देते हैं तो आपके पास क्या है कि सर्कुलर कन्वॉल्यूशन गुना हो जाता है जो कि आपके x के FFT गुना h के FFT नॉयस के FFT के बराबर होता है मुझे इस गुणन को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए तो FFT डोमेन में यह गुणा हो जाता है FFT डोमेन या मूल रूप से आपके फ़्रीक्वेंसी डोमेन में गुणा FFT के बजाय हमें इसे कहें शायद इसके लिए एक बेहतर शब्द फ़्रीक्वेंसी या सबकैरियर डोमेन है याद रखें फ़्रीक्वेंसी में हम फ़्रीक्वेंसी डोमेन में विभिन्न सबकैरियर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो फ़्रीक्वेंसी डोमेन में यह एक गुणन है जिसका अर्थ है कि अब मूल रूप से यदि आप lth सबकैरियर को देखते हैं तो मेरे पास Y l है जो lth सबकैरियर के साथ फ़्रीक्वेंसी डोमेन में H l गुना X l का गुणन है जो कि lth सबकैरियर में प्रेषित सिंबल v l है जहां Y l आउटपुट सिंबल है याद रखें हमने कहा कि यह आउटपुट है यह lth सबकैरियर के साथ आपका आउटपुट सिंबल है यह आपके lth सबकैरियर के लिए आपका चैनल कॉफिशिएंट है ठीक है यह lth सबकैरियर पर लोड किया गया सिंबल है यह एक ऐसी चीज है जिसे हमने पहले ही देखा है यह lth पर लोड किया गया सिंबल है यह lth सबकैरियर पर लोड किया गया सिंबल है और V l मूल रूप से lth सबकैरियर पर आपका नॉयस है यह lth सबकैरियर पर नॉयस है इसलिए यह मॉडल है और इसलिए आप जो सबकैरियर पर कह रहे हैं और यह देखना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक सबकैरियर पर कोई ISI नहीं है यह है कि प्रत्येक सबकैरियर पर कोई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस नहीं है क्योंकि Y l कॉफिशिएंट H l गुना सबकैरियर पर सिंबल X l V l के बराबर है तो मूल रूप से कैपिटल X l सिंबल पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है कोई इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस नहीं है जो मूल रूप से सबकैरियर पर लोड किया गया सिंबल है इसलिए यह बहुत कुशलता से ट्रांसमीटर पर IFFT और रिसीवर पर FFT ऑपरेशन का उपयोग करके ISI को हटा देता है और अब चूंकि हमारे पास N 4 सबकैरियर्स के बराबर है हम बस इसे स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं ताकि हम सिस्टम मॉडल तैयार कर सकें फिर देखें कि इस चैनल कॉफिशिएंट का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है और यह वास्तव में बहुत सरल होने जा रहा है इसलिए अगर मैं N बराबर 4 सबकैरियर्स के लिए सिस्टम लिखती हूं तो याद रखें हमने कहा है कि हमारे पास N 4 सबकैरियर्स l बराबर 0 1 2 3 के बराबर हैं l जिसका मतलब है कि सबकैरियर 0 के पास Y 0 X 0 H 0 के बराबर है और H X को सिर्फ X H के रूप में लिखना है क्योंकि यह सुविधाजनक है Y 1 समान टोकन द्वारा X 1 H 1 V 1 के बराबर है फिर से यह बहुत सरल है कुछ ऐसा जो आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं Y 2 बराबर X 2 H 2 V 2 है और Y 3 बराबर X 3 H 3 V 3 है I 4 के बराबर N यह आपके 4 के बराबर N है यह आपके 4 सबकैरियर्स के बराबर N है और अब मैं इसे एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकती हूं इसलिए मूल रूप से मैं अब क्या कर सकती हूं मैं मूल रूप से इस से एक वेक्टर बना सकती हूं मैं इसका उपयोग कर सकती हूं मैं इसे मॉडल कर सकती हूं मैं वेक्टर संकेतन का उपयोग करके इसका प्रतिनिधित्व कर सकती हूं यही हमने पहले भी कई बार किया है और यह बहुत सरल होने जा रहा है अगर मैं इसे वेक्टर के रूप में लिखूं तो अब हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इसे एक वेक्टर के रूप में लिखते है यही है मेरे पास Y 0 Y 1 Y 2 Y 3 है मुझे इस वेक्टर को Y bar कहने दें आप देख सकते हैं कि यह मूल रूप से X 0 X 1 X 2 X 3 का विकर्ण मैट्रिक्स है आइए हम इस मैट्रिक्स को X कहते हैं जो आपका विकर्ण मैट्रिक्स गुना चैनल कॉफिशिएंट्स H 0 का मैट्रिक्स है या प्रत्येक सबकैरियर के साथ चैनल कॉफिशिएंट का वेक्टर है और H 2 H 3 फिर से नॉयस जो प्रत्येक सबकैरियर पर नॉयस है कैपिटल V 0 कैपिटल V 1 कैपिटल V 3 इसलिए यह आपका चैनल वेक्टर है यह आपका नॉयस वेक्टर है और याद रखें यह पूरा मॉडल मूल रूप से फ़्रीक्वेंसी डोमेन में है क्योंकि हम इसे प्रत्येक सबकैरियर के साथ लिख रहे हैं यह पूरा मॉडल इस OFDM प्रणाली की फ़्रीक्वेंसी डोमेन प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व करता है यही कारण है कि Y l X l जो कि सबकैरियर पर लोड किया गया सिंबल गुना H l सबकैरियर के साथ चैनल कॉफिशिएंट कैपिटल V l जो कि सबकैरियर l पर नॉयस का सैंपल है और अब हम मैट्रिक्स मॉडल में संशोधन कर रहे हैं जहां Y bar X गुना H bar V bar के बराबर होता है जहां x बराबर होता है आप देख सकते हैं कि यह एक N क्रॉस N है जो इस मामले में 4 क्रॉस 4 विकर्ण मैट्रिक्स है Y bar यह N क्रॉस 1 वेक्टर है H bar आपका N क्रॉस 1 वेक्टर है जो फिर से 4 क्रॉस 1 कॉफिशिएंट वेक्टर है और V bar मूल रूप से आपका N क्रॉस 1 है या मूल रूप से आपका 4 क्रॉस 1 नॉयस वेक्टर है यह एक समकक्ष चैनल वेक्टर है आप इसे मूल रूप से फ़्रीक्वेंसी डोमेन में अपने चैनल वेक्टर के रूप में सोच सकते हैं और आप इसे सबकैरियर डोमेन में पायलट मैट्रिक्स के रूप में सोच सकते हैं यही है विकर्ण मैट्रिक्स X यदि हम सबकैरियर पर पायलट सिंबल्स को प्रसारित कर रहे हैं तो यह सबकैरियर डोमेन में पायलट मैट्रिक्स है यह वह जगह है और यह सबकैरियर डोमेन में प्राप्त पायलट आउटपुट्स हैं चैनल के आकलन के लिए ये सबकैरियर डोमेन में पायलट आउटपुट्स हैं मूल रूप से हम जो कह रहे हैं हम कैपिटल X 0 कैपिटल X 1 कैपिटल X 2 कैपिटल X 3 को N सबकैरियर पर N पायलट लोडिंग पर विचार कर रहे हैं इसलिए मूल रूप से हम जो कह रहे हैं वह यह है कि हमारे पास चैनल अनुमान के 4 उद्देश्य हैं यदि हम पायलट्स को सबकैरियर्स पर लोड करते हैं तो सबकैरियर्स पर लोड किए गए पायलट्स हैं ये वे पायलट हैं जो सबकैरियर्स पर लोड किए गए हैं और इसलिए मेरे पास क्या है अब मेरे पास एक परिचित Y bar बराबर X h bar V bar है जहां यह पायलट मैट्रिक्स है यह कुछ ऐसा है जो हमने पहले भी कई बार देखा है यहां तक कि डाउनलिंक चैनल के आकलन में भी जहां हमरे पास रिसीव वेक्टर मूल रूप से Y पायलट मैट्रिक्स X गुना चैनल वेक्टर H नॉयस वेक्टर के बराबर होता है और इसलिए अब कोई चैनल ऐस्टीमेशन समस्या को तैयार कर सकता है जो कि कॉफिशिएंट वेक्टर कैपिटल H bar का ऐस्टीमेशन लीस्ट स्क्वेयर्स प्रॉब्लम के रूप में करता है तो स्वाभाविक रूप से मैं अब इसे एक लीस्ट स्क्वेयर्स प्रॉब्लम के रूप में बना सकती हूं और यह लीस्ट स्क्वेयर्स प्रॉब्लम है इसलिए चैनल का अनुमान मैं इसे लीस्ट स्क्वेयर्स प्रॉब्लम के रूप में तैयार करने जा रही हूं यह आपके चैनल आकलन के लिए लीस्ट स्क्वेयर्स LS समस्या है जो कि अब से पहले कई बार की तरह है Y bar -X H bar स्क्वेयरऔर हम इसे H bar के संबंध में कम से कम करना चाहते हैं यानी हम H bar को ढूंढना चाहेंगे जो इस लीस्ट स्क्वेयर फ़ंक्शन को कम से कम करता है और जिससे मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट Maximum Likelihood Estimate हो सके और याद रखें कि यह भी कुछ ऐसा है जिसे हमने प्राप्त किया था और लीस्ट स्क्वेयर्स समाधान फिर से बहुत सरल है यही कारण है कि कंपलेक्स सिंबल्स पर विचार करते हुए H hat बराबर X हेर्मिटियन X इन्वर्स X हेर्मिटियन Y जो कि सिर्फ़ ट्रांसपोज़्ड की जगह ले रहा है X हर्मिटियन Y जो मूल रूप से है याद रखें पहले हमारे पास X ट्रांसपोज़ X इन्वर्स X ट्रांसपोज़ था मैं केवल कंपलेक्स मैट्रिक्स X की अनुमति देने के कारण ट्रांसपोज़ को हेर्मिटियन द्वारा स्थानांतरित करने जा रही हूं हाँ और इसलिए हमारे पास क्या है और इसलिए अब मुझे इसे फिर से थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखने दें X हेर्मिटियन X इन्वर्स X हेर्मिटियन Y यह कॉफिशिएंट वेक्टर का लीस्ट स्क्वेयर अनुमान है यह लीस्ट स्क्वेयर या कॉफिशिएंट वेक्टर का LS अनुमान है ठीक है X हेर्मिटियन X इन्वर्स X हेर्मिटियन Y सही है जहां Y मूल रूप से वेक्टर Y सैंपल का प्राप्त आउटपुट का FFT है टाइम डोमेन में प्राप्त आउटपुट सैंपल्स मूल रूप से Y bar विभिन्न सबकैरियर्स में आउटपुट का वेक्टर है सही और X मूल रूप से विकर्ण मैट्रिक्स है जिसमें पायलट सिंबल्स को शामिल किया गया है जो सबकैरियर्स पर लोड होते हैं और अब यदि आप कुछ दिलचस्प देखते हैं तो यह मैट्रिक्स X एक विकर्ण मैट्रिक्स है जो मूल रूप से इनवर्टिबल है सही है इसलिए यदि आप यह देखते हैं कि लिस्ट स्क्वायर से थोड़ा अलग है जिसे हमने पहले देखा है तो आपका X मूल रूप से है वास्तव में मुझे इसे स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए यह आपका X 0 X 1 X 2 X 3 है जो कि केवल एक विकर्ण प्रविष्टियाँ हैं जो नॉन ज़ीरो हैं शेष प्रविष्टियाँ 0 हैं इसलिए मूल रूप से आपका X एक विकर्ण मैट्रिक्स है X एक विकर्ण मैट्रिक्स है जो कि इनवर्टिबल है और इसलिए आपके पास क्या है इसलिए यह मैट्रिक्स मूल रूप से यह एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है यह मूल रूप से एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका मतलब है कि अब आपके पास सामान्य रूप से है याद रखें कि हमने पहले कहा था इसलिए यह एक N क्रॉस N मैट्रिक्स है इसलिए X मूल रूप से एक वर्ग है वास्तव में विकर्ण मैट्रिक्स और इसलिए X इनवर्टिबल है पहले जब हमने पायलट मैट्रिक्स पर विचार किया तो याद रखें कि हमने जो पायलट मैट्रिक्स कहा है वह N क्रॉस M है जहाँ N कई पायलट वैक्टर हैं और M मूल रूप से बेस स्टेशन पर एंटेना की संख्या है यह मल्टी एंटीना डाउनलिंक चैनल आकलन के मामले में था यहाँ हमारे पास OFDM चैनल आकलन की प्रकृति के कारण कुछ बहुत ही रोचक है हमारे पास यदि पायलट मैट्रिक्स X N क्रॉस N है तो यह एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसलिए वास्तव में यह इनवर्टिबल है और इसलिए इस परिदृश्य में विशेष रूप से X हेर्मिटियन X चूंकि X एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है यह हमेशा सच नहीं होता है इसलिए यह X इन्वर्स गुना X हर्मिटियन इन्वर्स हो जाता है यह केवल इस परिदृश्य के लिए है क्योंकि X इन्वर्टिबल है यह नहीं है क्योंकि X इन्वर्टिबल है यह आम तौर पर सच नहीं है और यह केवल इस परिदृश्य में सच है क्योंकि OFDM और इस OFDM परिदृश्य में X N क्रॉस N है यह N क्रॉस N इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और इसलिए अब अगर मैं इसे प्रतिस्थापित करती हूं तो मेरे पास H hat X हर्मिटियन X इन्वर्स X हर्मिटियन Y bar के बराबर होता है जो मूल रूप से अब X इन्वर्स गुना X हर्मिटियन इन्वर्स गुना X हर्मिटियन गुना Y bar है बेशक आप देख सकते हैं X हर्मिटियन इन्वर्स गुना X हर्मिटियन यह आइडेंटिटी है इसलिए यह अब बहुत दिलचस्प है बस X इन्वर्स Y bar है जहां X मूल रूप से आपका पायलट मैट्रिक्स है और चूंकि पायलट मैट्रिक्स विकर्ण है चूंकि यह एक विकर्ण मैट्रिक्स है X इन्वर्स भी गणना करना बहुत आसान है यदि मूल रूप से प्रत्येक विकर्ण तत्व का इन्वर्स है जो प्रत्येक विकर्ण तत्व का पारस्परिक है इसलिए X इन्वर्स बस चूंकि X एक विकर्ण मैट्रिक्स है यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है चूंकि X विकर्ण है X इन्वर्स गणना करना आसान है जब मैं आसान कहती हूं तो इसका मतलब है कि यह पर्याप्त है X इन्वर्स मूल रूप से आपके 1 ओवर X 0 1 ओवर X 1 1 ओवर X 2 1 ओवर X 3 है बाकी 0s हैं यह आपका विकर्ण मैट्रिक्स है और इसलिए अब अगर मैं H hat को देखती हूं वेक्टर H hat का अनुमान जो कि H hat 0 H hat 1 H hat 2 H hat 3 का अनुमान है यह केवल X इन्वर्स है जो 1 ओवर X 0 1 ओवर X 11 ओवर X 2 1 ओवर X3 गुना सबकैरियर्स में प्राप्त सिंबल वेक्टर जो कि Y bar है जो Y 0 Y 1 Y 2 Y 3 है और अब इसलिए अब यह विकर्ण मैट्रिक्स है अब यदि आप इसे देखते हैं तो आपके पास 1 ओवर X 0 गुणा Y 0 है आपके पास 1 ओवर X 1 गुणा Y 1 है आपके पास 1ओवर X 2 गुणा Y 2 1 ओवर X 3 गुणा Y 3 है अब इसलिए चैनल का अनुमान बहुत सरल है यह बस H hat 0 है जो कि Y 0 बाय X 0 के बराबर हैH hat 1 Y 1 बाय X 1 के बराबर है मूल रूप से आपका Y 2 X 2 से विभाजित कर H hat 2 के बराबर है और अंत में Y 3 X 3 से विभाजित कर H hat 3 के बराबर है यह मूल रूप से प्रत्येक सबकैरियर्स के साथ चैनल कॉफिशिएंट का अनुमान है N सबकैरियर के पायलट इनपुट द्वारा विभाजित सबकैरियर में पायलट आउटपुट है और यह देखने में बहुत सरल है तो मूल रूप से इस चैनल के अनुमानों को सारांशित करते हुए H hat k बराबर y k को x k द्वारा विभाजित किया जाता है यह वही है यह कॉफिशिएंट का अनुमान है या हमें इसे l के संदर्भ में लिखने दें क्योंकि यह वह धारणा है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं H hat l सबकैरियर l के कॉफिशिएंट का अनुमान सबकैरियर l के साथ पायलट आउटपुट सिंबल Y l बाय X l जो मूल रूप से आपका पायलट सिंबल है यह मूल रूप से सबकैरियर l के साथ पायलट सिंबल है और इसलिए यदि हम प्रत्येक सबकैरियर के साथ इसे देखते हैं तो हमारे पास H hat l है यह बहुत सरल है सबकैरियर N के कॉफिशिएंट का अनुमान Y l केवल X l द्वारा विभाजित किया गया है जहां X l पायलट सिंबल है जो कि lth सबकैरियर पर लोड किया गया है तो अनुमान H hat 0 बराबर है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह Y 0 है जिसे X 0 से विभाजित किया गया है Y 1 X 1 से विभाजित कर H hat 1 के बराबर है इसी तरह Y 2 X 2 से विभाजित कर H hat 2 के बराबर है Y 3 X 3 से विभाजित कर H hat 3 के बराबर हैI और सामान्य रूप से इसलिए कोई कह सकता है कि lth सबकैरियर पर कॉफिशिएंट का अनुमान H hat l है जो Y 1 बाय X 1 के बराबर है यह वही है जो H hat l है मूल रूप से यह lth सबकैरियर पर कॉफिशिएंट का अनुमान है यह अनुमान है यह lth सबकैरियर पर कॉफिशिएंट का अनुमान है ठीक है इसलिए हम कह रहे हैं कि Y l जो lth सबकैरियर पर प्राप्त पायलट सिंबल X l जो lth सबकैरियर पर प्रसारित पायलट सिंबल से विभाजित कर H hat l के बराबर है और इसलिए अब अगर मैं इसे देखती हूं तो अब अगर मैं कॉफिशिएंट H hat 0 H hat 1 को देखती हूं तो अब याद करें कि हमने पहले क्या कहा था याद रखें H hat कैपिटल H हैं वे क्या हैं वे चैनल टैप्स के FFT द्वारा दिए गए याद रखें कि हमारे पास h 0 h 1 0 0 पेअर्ड हैं और आप 4 प्वाइंट IFFT के बराबर N को देखते हैं या N 4 प्वाइंट FFT या मूल रूप से आपके DFT के बराबर है आपको कैपिटल H S मिल जाता है जो मूल रूप से सबकैरियर्स के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट्स है ठीक ये सबकैरियर्स के कॉफिशिएंट्स हैं इसलिए ये क्या हैं ये आपके चैनल टैप्स हैं और ये सबकैरियर्स के विभिन्न कॉफिशिएंट्स के अनुरूप कॉफिशिएंट्स हैं तो सबकैरियर्स के कॉफिशिएंट सबकैरियर्स के चैनल कॉफिशिएंट्स चैनल टैप्स के 0 पेअर्ड FFT द्वारा दिए जाते हैं लेकिन इसलिए सबकैरियर्स के कॉफिशिएंट्स के अनुमानों से यदि आप चैनल टैप्स का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें IFFT को देखना होगा सही है क्योंकि चैनल टैप्स FFT सबकैरियर्स के चैनल कॉफिशिएंट्स का उपयोग करते हैं सबकैरियर्स पर कॉफिशिएंट्स यदि आप IFFT या IDFT लेते हैं तो आपको टैप्स वापस मिल जाते हैं इसलिए अब हमारे पास सबकैरियर पर चैनल कॉफिशिएंट का अनुमान है हम चैनल टैप्स को कैसे खोजते हैं चैनल टैप्स का अनुमान हम IFFT या IDFT लेते हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से हम क्या करना चाहते हैं मेरे पास H hat 0 H hat 1 H hat 2 H hat 3 है और मैं क्या करती हूं मैं मूल रूप से IFFT या मूल रूप से IDFT लेती हूं N 4 प्वाइंट के बराबर अपनी H hat 0 को वापस पाने के लिए अनुमानों को वापस पाने के लिए ये क्या हैं ये मूल रूप से आपके चैनल टैप्स के अनुमान हैं तो ये अनुमान हैं इसलिए ये सबकैरियर कॉफिशिएंट के अनुमान हैं ये आपके चैनल टैप्स के अनुमान हैं दूसरे शब्दों में मूल रूप से हम जो कह रहे हैं वह यह H hat k है जो सबकैरियर k के चैनल टैप का अनुमान है या kth चैनल टैप का अनुमान N प्वाइंट IFFT द्वारा दिया गया है जो कि 1 ओवर N L बराबर 0 से N 1 योग H hat l e की पावर j 2 pie k l बाय N के रूप में दिया गया है और अब यहां मैं 4 के बराबर N प्रतिस्थापित करने जा रही हूं जिसका अर्थ है कि मेरे पास H hat k 1 ओवर 4 l 0 से 3 योग H hat l e की पावर j 2 pie k l बाय 4 के रूप में दिया गया है जो मूल रूप से 1 ओवर 4 l 0 से 3 योग H hat l e की पावर j pie बाय 2 k l के बराबर है यह kth के अनुमान के लिए अभिव्यक्ति है यह kth चैनल टैप की अभिव्यक्ति के लिए अनुमान है तो यह kth चैनल टैप का अनुमान है kth चैनल टैप के अनुमान के लिए अभिव्यक्ति जो कि सबकैरियर कॉफिशिएंट्स के अनुमानों के IFFT द्वारा दिया जाता है जो कि विभिन्न सबकैरियर्स के चैनल कॉफिशिएंट्स का अनुमान है और IFFT या IDFT का आकार N बराबर 4 प्वाइंट है ठीक है उदाहरण के लिए H hat 0 यदि आप H hat 0 को देखते हैं तो मुझे अब यह करना है मुझे मूल रूप से प्रतिस्थापित करना होगा आपका k 0 के बराबर k 0 से मेल खाता है तो यह 1 ओवर 4 है l 0 से 3 जमा H hat l e की पावर j pie बाय 2 k l k को 0 के बराबर करना है इसलिए यह मात्रा 1 है इसलिए यह मूल रूप से 1 ओवर 4 सबमिशन l 0 से 3 H hat l के बराबर है अच्छा यह इसलिए यह बस H hat 1 1 ओवर 4 l 0 से 3 जमा e की पावर j pie बाय 2 k l k को 1 के बराबर करना है जो पहले चैनल का अनुमान है 1 ओवर 4 मूल रूप से k 1 के बराबर है l 0 से 3 जमा H hat l e की पावर j pie बाय 2 k बराबर 1 गुना l के बराबर हैI तो यह मूल रूप से 1 ओवर 4 l 0 के बराबर H hat l e की पावर j pie बाय 2 k गुना l 0 है इसलिए यह चैनल टैप 0 का अनुमान है या 0 का अनुमान और यह मूल रूप से आपका पहला टैप का अनुमान है यह मूल रूप से पहले टैप का अनुमान है यह चैनल टैप 1 का अनुमान है ठीक है इसलिए मूल रूप से हमारे यहां जो कुछ भी है अब जो हमने किया है हमने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है कि OFDM के लिए चैनल का आकलन कैसे किया जाता है जो कि ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम है इसलिए इस मॉड्यूल और पिछले मॉड्यूल में जो हमने देखा है पहले हमने तैयार किया है हमने OFDM या ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आधारित ट्रांसमिशन के लिए मॉडल विकसित किया है जहां हमने कहा था कि हमारे पास ऐसे सिंबल हैं जो सबकैरियर में लोड किए गए हैं जो मूल रूप से IDFT और फिर साइक्लिक प्रीफिक्स को दर्शाया जाता है उन्हें फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट या इंटर सिंबल इंटरफेयरेंस चैनल पर संचारित करें सही है I रिसीवर पर FFT का प्रदर्शन होता है क्योंकि मूल रूप से चैनल की साइक्लिक प्रीफिक्स कार्रवाई की वजह से चैनल एक सर्कुलर कन्वॉल्यूशन बन जाता है इसलिए मूल रूप से FFT डोमेन में चैनल की कार्रवाई गुणन की है चैनल कॉफिशिएंट प्रत्येक सबकैरियर में गुणा किया जाता है प्रेषित सिंबल्स के साथ सबकैरियर बेशक आपके पास योजक नॉयस है और फिर हमने तैयार किया इन सिंबल्स को पायलट सिंबल्स के रूप में लोड करने पर विचार करते हुए हमने लीस्ट स्क्वेयर्स चैनल अनुमान समस्या तैयार की हमने अनुमान लगाया कि विभिन्न सबकैरियर्स के अनुरूप चैनल कॉफिशिएंट्स हैं वास्तव में हमने कहा कि यह बहुत ही सरल है हमें जो करना है वह यह है कि हमें सबकैरियर l के साथ प्राप्त पायलट सिंबल कैपिटल Y l को lth सबकैरियर पर प्रेषित पायलट सिंबल कैपिटल X l द्वारा विभाजित किया गया है जो कि कैपिटल Y l है जिसे XL से विभाजित किया गया है इससे कैपिटल H hat l मिलता है सबकैरियर l में चैनल कॉफिशिएंट का अनुमान याद है यह फ़्रीक्वेंसी डोमेन में चैनल कॉफिशिएंट है अब टाइम डोमेन चैनल कॉफिशिएंट प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है हमें IFFT को समान रूप से लेना होगा N को 4 प्वाइंट IFFT के बराबर और फिर आपको टाइम डोमेन में चैनल टैप के संबंधित अनुमान मिलते हैं तो यह है कि कैसे जांचें या सारांश में OFDM चैनल कैसे अनुमान काम करता है ठीक है इसलिए हम इस मॉड्यूल को यहाँ रोकेंगे बाद के मॉड्यूल में हम एक साधारण उदाहरण देखेंगे क्योंकि उदाहरण स्पष्ट रूप से चीजों को चित्रित करते हैं इसलिए हम तत्व उदाहरण पर गौर करेंगे कि यह OFDM चैनल आकलन की पूरी प्रणाली कैसे काम करती है ठीक है इसलिए हम इस मॉड्यूल को बंद कर देंगे